तो अगर आप 8051 के इस पिन आरेख में देखें यह 8051 का पिन आरेख है तो यह 3151 और 8951 के लिए भी समान है इसलिए कमोबेश हमने पिंस पर चर्चा की है इसलिए हम इसे आगे की स्लाइड्स में विस्तार से देखेंगे महत्वपूर्ण पिन इस तरह हैं सबसे पहले 8051 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे 4 आईओ पोर्ट मिले हैं और उस मामले के लिए यदि आप किसी भी माइक्रोकंट्रोलर को देखते हैं क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर पर्यावरण से बात करते हैं तो यह आईओ पोर्ट उनके और सभी माइक्रो कंट्रोलर में बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं उनके पास कुछ आईओ पोर्ट होंगे तो 8051 में 4 ऐसे IO पोर्ट हैं जिन्हें P0 से P3 के रूप में चिह्नित किया गया है पोर्ट 0 चिप के प्रोसेसर के पिन 32 से 39 के बीच होता है और इन्हें P0 कहा जाता है और उन्हें P00 से P07 भी लिखा जाता है जिस तरह से हम इसे P00 से P07 के रूप में लिख रहे हैं इस तथ्य के कारण कि यह हो जाये इसलिए आप अलग अलग बिट्स को अलग से नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए हम इसे P00 P01 के रूप में लिखते हैं 8085 के मामले में हमें पोर्ट में लिखना होगा और फिर डेटा केवल 8 बिट्स में होगा तो आप उन बचे हुए बिट्स का उपयोग करते हैं या नहीं इसलिए यह प्रोग्राम पर निर्भर है लेकिन सिस्टम 8 बिट पैटर्न देता है 8085 प्रोसेसर 8 बिट पैटर्न को पढ़ेगा या जब यह आउटपुट कर रहा होगा तो यह 8 बिट पैटर्न पर आउटपुट करेगा तो इस पोर्ट 0 में 8 बिट रीड राइट ऑपरेशन है इसलिए सामान्य उद्देश्य के लिए IO या यह बाहरी मेमोरी डिज़ाइन के लिए मल्टीप्लेक्स लो बाइट एड्रेस और डेटा बस के रूप में कार्य कर सकता है यदि आपके पास बाह्य मेमोरी है तो हमें इस पोर्ट 0 का उपयोग करने की आवश्यकता है अर्थात् निचले क्रम के मल्टीप्लेक्स पते और डेटा बस के लिए फिर हमारे पास पोर्ट 1 या P1 है P1 में कोई अन्य फ़ंक्शन नहीं है जो इसमें गुणा किया गया है इसलिए यदि आपके डिज़ाइन में यदि आप कुछ पोर्ट का उपयोग करना चाहते हैं तो पहला विकल्प पोर्ट P1 के लिए जाना है क्योंकि यह यहां कोई अन्य फ़ंक्शन मल्टीप्लेक्स नहीं किया जाएगा यह किसी अन्य सिस्टम ऑपरेशन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो P1 में 8 बिट रीड राइट ऑपरेशन है और यह सामान्य उद्देश्य IO है पोर्ट 2 में पिंस 21 से 28 पर होगा और इसे P20 से P27 लिखा जाएगा पोर्ट 2 बहुक्रियाशील है Port2 का एक फ़ंक्शन सामान्य प्रयोजन इनपुट आउटपुट के लिए 8 बिट रीड राइट ऑपरेशन है या यह बाहरी मेमोरी डिज़ाइन के लिए उच्च पता बिट्स भी प्रदान करता है तो यह पोर्ट 0 हमें लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस दे रहा था और यह पोर्ट 2 हमें उच्च ऑर्डर एड्रेस बस दे रहा है तो मेमोरी कनेक्शन के लिए हमें पोर्ट 0 और पोर्ट 2 पिन का उपयोग करना होगा फिर पोर्ट 3 को फिर से मल्टीप्लेक्स किया गया है सामान्य प्रयोजन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के अलावा इसे कई अन्य फ़ंक्शन मिले हैं इसलिए यदि आप किसी भी आंतरिक परिधीय का उपयोग नहीं कर रहे हैं अर्थात् टाइमर या बाहरी व्यवधान तो यह ठीक है हमने पहले देखा है कि read और write के संचालन हैं रीड बार राइट बार पिन उन सभी चीजों में हैं इसलिए यह भी बहुआयामी है इसलिए जैसा कि हमने पहले देखा है इस आरेख में हम देख सकते हैं कि P30 डेटा प्राप्त करता है P31 डेटा ट्रांसमिट करता है फिर इंटरप्ट टाइमर्स T0 T1 फिर राइट बार रीड बार इसलिए उन्हें इन पोर्ट 3 पर भी मल्टीप्लेक्स किया जाता है प्रत्येक PORT द्विदिश है और इसे इनपुट या आउटपुट के रूप में उपयोग किया जा सकता है और यह बिट नियंत्रणीय भी है तो आप बिट स्तर पर नियंत्रण कर सकते हैं एक बिट इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है अन्य बिट आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है इसलिए यह संभव है तो यह पोर्ट 3 के वैकल्पिक कार्य का सारांश है 30 में सीरियल इनपुट डेटा प्राप्त होता है 31 सीरियल आउटपुट डेटा है यह हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं अब हम पोर्ट 3 बिट लैच और IO बफ़र्स देखते हैं यह एक विशेष पोर्ट बिट की संरचना है तो आप देखते हैं कि प्रत्येक पोर्ट बिट 3X को लेते हैं यह पिन है तो पिन से लाइन आती है और यह सीधे इस आंतरिक बस से जुड़ी होती है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 तो यहाँ एक लैच है डेटा बस से जब भी आप कुछ डेटा का उत्पादन कर रहे हैं आप इस लैच में डाल सकते हैं परिणामस्वरूप जब तक और जब तक आप लेखन नहीं कर रहे हैं आप इस लैच के लिए कुछ नया लिख रहे हैं इस प्रोसेसर को इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पिन पर इसका क्या मूल्य है उदाहरण के लिए एक एलईडी को चालू करने के लिए एलईडी को यहां से जोड़ा जा सकता है और प्रोसेसर यहां एक लिख सकता है नतीजतन यह एलईडी चालू है एलईडी चालू रहता है भले ही प्रोसेसर कुछ और कर रहा हो जब तक यह इस लैच के लिए एक नया मान 0 नहीं लिख रहा है तो यह क्यू आउटपुट 1 पर होगा परिणामस्वरूप यह मान 1 पर होगा इसलिए यदि यह Q गुणवत्ता आउटपुट 1 है आप समझ सकते हैं कि यह NAND गेट आउटपुट 0 होगा तो यह ट्रांजिस्टर एक परिणाम के रूप में बंद हो जाएगा यह 1 मान यहां आ रहा है और एलईडी चालू होगा नपुट भाग के लिए हमारे पास दो मामले हो सकते हैं एक यह है कि आप इस लैच की सामग्री को पढ़ सकते हैं या आप इस पिन की सामग्री को पढ़ सकते हैं तदनुसार हम पाएंगे कि लैच पढ़ने और पिन पढ़ने के लिए अलग अलग निर्देश हैं यदि आप पिन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फिर इस नियंत्रण को सक्षम करना होगा जिसके परिणामस्वरूप यह पिन सामग्री बस में उपलब्ध होगी यदि आप लैच पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पढ़ने लैच नियंत्रण को सक्रिय करना होगा तो यह यहाँ आ रहा है और लैच तक जाएगा वैकल्पिक रूप से अन्य चीजों के वैकल्पिक इनपुट फ़ंक्शन और वैकल्पिक आउटपुट फ़ंक्शंस ये वास्तव में अन्य वैकल्पिक फ़ंक्शंस हैं जिन्हें हम रीड बार राइट बार आदि प्रदान करना चाहते हैं या यह ट्रांसमिशन प्राप्त करते हैं इसलिए सभी पोर्ट 3 वैकल्पिक फ़ंक्शन जो हमारे पास हैं इसलिए यह इस पिन से जुड़ा जा सकता है यह लाइनें वैकल्पिक कार्य करती हैं इसलिए हम इस बारे में कुछ उदाहरण देखेंगे कि यह पिन संरचना कैसे काम करने वाली है तो यह वह चित्र है जो हमने पहले देखा था तो आईओ पोर्ट के प्रत्येक पिन इसलिए यह आंतरिक रूप से सीपीयू बस से जुड़ा हुआ है तो हम कुछ उदाहरण लेंगे कि पिन पर 1 कैसे लिखें 1X तो यह पोर्ट 1 है और हम यहां 1 लिखना चाहते हैं तो यह कैसे करना है तो हम यहां केवल 1 लिख सकते हैं हां इस पिन को 1 लिखने के लिए इसलिए हमने यहां 1 लगाया तो यह डी फ्लिप फ्लॉप यह डी लैच होगा ताकि सिग्नल सक्रिय हो तो यह D बिट 1 हो जाता है और इसलिए यह बिट 0 हो जाता है यह Q बार 0 हो जाता है और Q 1 बन जाता है Q बार 0 है यह इस ट्रांजिस्टर गेट से जुड़ा है ट्रांजिस्टर का गेट 0 हो रहा है इसलिए यह ट्रांजिस्टर बंद है इसलिए यदि आप इन बिंदुओं पर वोल्टेज मापते हैं तो आप उच्च प्राप्त करेंगे तो तदनुसार आपको इन बिंदुओं पर 1 मिलेगा दूसरी ओर यदि आप आउटपुट पिन पर 0 लिखने का प्रयास कर रहे हैं आप यहां 0 लिखते हैं परिणामस्वरूप Q मान 0 हो जाता है और Q बार 1 हो जाता है जब Q बार 1 हो जाता है तब यह ट्रांजिस्टर गेट 1 हो जाता है यह ट्रांजिस्टर चालू है इस बिंदु पर आपको 0 वोल्टेज मिलेगा क्योंकि यह ट्रांजिस्टर चालू है तो आपको इस बिंदु पर एक 0 मिलेगा इसलिए पिन पर आपको 0 मिल रहा है तो आप इस लैच के लिए आंतरिक बस का मूल्य लिखकर देखते हैं अंततः पिन प्रभावित हो रहा है इस तरह हम पिंस पर आउटपुट ऑपरेशन कर सकते हैं तो पहले पिन पर 0 लिखना है इसलिए पहले हम ऐसा करते हैं तो 1 पिन पर जाता है फिर आउटपुट पिन को ग्राउंड किया जाता है क्योंकि यह एक 0 हो जाता है तो यह 1 है तो यह बंद हो जाता है यह ON हो जाता है इसलिए यह पिन ग्राउंडेड हो जाता है तो यह है कि यह कैसे होता है इसलिए यह मान 0 है यह मान 1 है तो यह 1 हो जाएगा दूसरी ओर यदि आप एक इनपुट पिन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हमें इस रीड पिन वैल्यू को 1 पर सेट करना है सबसे पहले हमें इसे पढ़ना होगा हमें इस पिन मान को 1 पर रखना होगा इसलिए यदि यह पिन 1 पर मूल्य है तो हमारे पास जो मूल्य है वह इस बिंदु पर आ जाएगा लेकिन यहाँ एक पकड़ है क्योंकि मान लें कि हमने पहले इस डी फ्लिप फ्लॉप पर रखा था 0 तो पहले यह लैच 0 के बराबर थी क्यू 0 के बराबर था इसलिए क्यू बार 1 के बराबर था इस ट्रांजिस्टर के परिणामस्वरूप हमारे यहां 1 था इसलिए यह ट्रांजिस्टर चालू था इसलिए यह बंद नहीं है तो जो भी वोल्टेज मान आप इनपुट पिन पर डालते हैं अगर आप यहाँ वोल्टेज मापेंगे तो आपको 0 मिलेगा इसलिए परिणामस्वरूप 0 यहां आने वाला है तो भले ही यह इनपुट पिन 1 पर सेट हो क्योंकि पहले इस लैच को 1 पर सेट किया गया था इसलिए यह मूल्य इस लैच पर आ जाएगा इसलिए मूल्य 0 था और क्यू बार मूल्य 1 था इसलिए आपको इस बिंदु पर 0 मिल रहा है तो यदि पहले यह मान 0 था और यह मान 1 था तो आपको यहां 1 मिल रहा है इसलिए यह ट्रांजिस्टर चालू है परिणामस्वरूप अगर मैं इस बिंदु पर 1 प्राप्त करना चाहता हूं तो यह 1 इस मार्ग से छुट्टी दे देगा और यह 1 को 0 में संशोधित किया जाएगा तो जो भी मूल्य आप यहां डालते हैं जब आप इस रीड पिन सिग्नल को यहां देते हैं तो आपको इस बिंदु पर 0 मिलेगा लेकिन मैंने जो मूल्य वहां रखा है वह 1 है तो यह कैसे करना है इसे करने के लिए हमें इस पिन पर 1 लिखने की आवश्यकता है इसलिए पहले हम इस पिन पर 1 लिखते हैं तो अगर हम 1 लिखते हैं तो ये मान 1 हो जाते हैं तो यह लैच 1 बन जाती है इसलिए यह Q बार 0 हो जाता है परिणामस्वरूप यह ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है इसलिए अब इस बिंदु पर इस वोल्टेज मान को इस ट्रांजिस्टर द्वारा नहीं डिस्चार्ज किया जा सकता है इसलिए यदि आप इनपुट पिन पर यहां 1 डालते हैं और जब आप इस पिन पर रीडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो यह मान यहां आ जाएगा और फिर यह आंतरिक बस में आ जाएगा इसी तरह यदि यहाँ मान 0 है तो इस तरह यह 0 इस लैच के माध्यम से संचारित हो जाएगा और यह इस बस के लिए ईमानदारी से आ जाएगा इसलिए यह नियम बनाएं कि जब भी आप इनपुट पोर्ट से पढ़ने की कोशिश कर रहे हों पहले आप उस पोर्ट पर 1 लिखें तो निर्देश MOV P10FFH निष्पादित करके यहां पोर्ट 1 के सभी बिट्स इनपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर किए जाएंगे तो यह पहली बात है जो आपको किसी भी पिन को पढ़ने से पहले करनी होगी जब हम यह MOV A P1 करते हैं तो बाहरी पिन उच्च हो जाएगा और फिर आप इस पोर्ट का मान इस रजिस्टर पर प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा ऐसा नहीं होगा तो किसी भी बिंदु पर आप एक पोर्ट की सामग्री को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले आप पोर्ट पर 1 लिखें तो यह बिट के लिए हो सकता है या पूरे पोर्ट के लिए हो सकता है आपके आवेदन पर निर्भर करता है लेकिन यह करना होगा पिन पर कम मूल्य पढ़ना कोई समस्या नहीं है भले ही पिन मूल्य का निर्वहन हो जैसे आप किसी भी तरह से यहां 0 दे रहे हैं इसलिए इसका कोई मुद्दा नहीं है लेकिन फिर भी हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अगला मूल्य क्या है जो हम बाहर पिन से प्राप्त करने जा रहे हैं इसलिए चाहे आप अगले समय में कम या अधिक पढ़ रहे हों चूंकि हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी ऑपरेशन से पहले किसी भी रीड पोर्ट ऑपरेशन से पहले आपको पोर्ट पर 0FFH लिखना होगा यदि आप इसे पूरे पोर्ट के लिए करना चाहते हैं यदि आप केवल एक लाइन या फिर एक बिट को जोड़ रहे हैं तो आप उस बिट को 1 पर सेट करते हैं इसलिए हमें पोर्ट पर रीडिंग ऑपरेशन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए पोर्ट 0 इसे कुछ अतिरिक्त सुविधा मिली है इसलिए यह मूल रूप से एक खुली drain पोर्ट है तो आपको इन बाहरी प्रतिरोधों को पोर्ट 0 से कनेक्ट करने की आवश्यकता है इसलिए 10 किलो प्रतिरोधों को जोड़ा जाना है तो ये कनेक्शन ओपन ड्रेन टाइप या ओपन कलेक्टर टाइप हैं तो आपको इन प्रतिरोधों को बाहरी रूप से जोड़ना चाहिए इसलिए यह मददगार है क्योंकि यदि आप पोर्ट 0 से कुछ उच्च भार चलाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं अन्यथा यदि आप इसे अन्य पोर्ट से कर रहे हैं तो यह ड्राइव करंट सीमित है तो आप उसके माध्यम से एक उच्च current नहीं चला सकते इसलिए यदि आप एक उच्च ड्राइव करंट चाहते हैं तो आप उस डिवाइस को पोर्ट 0 से कनेक्ट कर सकते हैं और इसके माध्यम से पुल प्रतिरोधों को खींच सकते हैं और परिणामस्वरूप आप उन पोर्ट पर उच्च करंट डाल सकते हैं उन उपकरणों पर अगला महत्वपूर्ण पिन जो हमारे पास है वह PSEN या प्रोग्राम स्टोर सक्षम है यह बाहरी प्रोग्राम मेमोरी के लिए रीड सिग्नल है और यह सक्रिय लो पिन है तो हम आम तौर पर इसे PSEN बार के रूप में कहेंगे यह बताना कि यह एक सक्रिय निम्न संकेत है तो यह गलत इंटरफ़ेस के समान है तो अगर यह 8051 है और आपने बाहरी ROM को यहां कनेक्ट किया है तो ROM के लिए मेरे पास वह बार लाइन होगी तो उस बार लाइन को पढ़ें यह 8051 के PSEN बार लाइन से जुड़ा होना चाहिए फिर हमें ALE मिला है पोर्ट 0 और पोर्ट 2 के एड्रेस आउटपुट को लैच करने के लिए एड्रेस लैच इनेबल का उपयोग किया जाता है इसलिए पोर्ट 2 के लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि पोर्ट 2 उच्च क्रम का पता बस है और यह तय हो गया है लेकिन यह लोअर ऑर्डर एड्रेस बस इसमें 8085 की तरह ही डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स है हमें ये मल्टीप्लेक्सिंग मिली है यहां हमारे पास इस लोअर ऑर्डर एड्रेस बस का मल्टीप्लेक्सिंग भी है हमें कुछ बाहरी लैच लगाकर लोअर ऑर्डर एड्रेस बस के डी मल्टीप्लेक्सिंग की आवश्यकता है यह बाहरी पहुंच EA फिर से एक सक्रिय कम संकेत है तो यह भी EA बार है इसलिए बाहरी पहुंच सक्षम हो जाएगी इसलिए यदि आप बाह्य मेमोरी एक्सेस करना चाहते हैं तो यह EA बार लाइन निम्न स्तर पर बनाई जानी चाहिए यदि आप केवल आंतरिक मेमोरी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं तो EA बार लाइन को उच्च बनाया जाएगा इसलिए हम बाद में फिर से इस पर वापस आएंगे फिर डेटा प्राप्त करने और डेटा स्थानांतरित करने के लिए पिन है ये सार्वभौमिक अतुल्यकालिक रिसीवर ट्रांसमीटर ऑपरेशन हैं जिन्हें 8051 ने इसके साथ एकीकृत किया है तो ये पोर्ट 3 पर सीरियल IO के लिए पिन हैं जिसे TXD और RXD पिन के रूप में जाना जाता है फिर हमारे पास क्रिस्टल एक्सीलेटर को संकलित करने के लिए XTAL पिन हैं हमें Vcc भी मिला है तो Vcc आपूर्ति वोल्टेज है जो प्लस 5 वोल्ट है फिर हमें ग्राउंड पिन 20 मिला है जो ग्राउंड पिन है फिर क्रिस्टलों के लिए हमें Xtal 1 और Xtal 2 मिले हैं इसलिए वे बाहरी घड़ी प्रदान कर रहे हैं तो आप एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग कर सकते हैं या आप टीटीएल ऑसिलेटर का उपयोग कर सकते हैं तो आप यहां कुछ क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट कर सकते हैं और आवृत्ति प्राप्त करें तो यह एक क्रिस्टल TTL आधारित ऑसिलेटर भी हो सकता है इसलिए वह भी जोड़ा जा सकता है तो बाहरी स्रोत के लिए उस स्थिति में हम Xtal 2 से कुछ भी कनेक्ट नहीं करते हैं लेकिन Xtal 1 में हम ऑसिलेटर आउटपुट को कनेक्ट करते हैं और यह ग्राउंडेड है तो हम 8051 के लिए मशीन साइकिल का पता लगा सकते हैं तो यह इस तरह है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर कह सकते हैं यदि एक मामले में यह 110592 मेगा हर्ट्ज है तब आंतरिक घड़ी प्राप्त करने के लिए इसे 110592 को 12 से विभाजित किया जाता है जो कि 9216 किलो हर्ट्ज है तो एक मशीन साइकिल 1 पर 9216 किलो हर्ट्ज है जो 1085 माइक्रो सेकंड है तो इस मामले में क्रिस्टल 110592 मेगाहर्ट्ज़ है यदि यह 16 मेगाहर्ट्ज़ है तो इसे आंतरिक रूप से 12 से विभाजित किया जाता है तो आपको 1333 मेगाहर्ट्ज़ मिलते हैं तो मशीन साइकिल 075 माइक्रो सेकंड हो जाता है तो 12 का यह विभाजन तय है तो हम जो भी क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं जो भी आवृत्ति उत्पन्न होती है यह आंतरिक मशीन साइकिल आवृत्ति प्राप्त करने के लिए 12 से विभाजित है फिर हमें कुछ और पिन RST या रिसेट पिन मिले हैं तो यह सक्रिय इनपुट पिन है और यह उच्च सक्रिय है इसलिए आम तौर पर यह कम सक्रिय होता है लेकिन हमें इसे सक्रिय होने के लिए दो मशीन चक्रों के लिए धारण करना चाहिए तो यह रीसेट सिग्नल भी पावर ऑन रीसेट है इसलिए जब हम सिस्टम को पावर करते हैं तो यह रीसेट हो जाएगा यदि आप रीसेट लाइन पर एक उच्च पल्स लगाते हैं तो माइक्रोकंट्रोलर रीसेट हो जाएगा और सभी सीपीयू रजिस्टर के मूल्य खो जाएंगे इसलिए कुछ मूल्य रीसेट हो जाएंगे इसलिए इस ऑपरेशन को करने के लिए हमारे पास कुछ पावर ऑन रीसेट सर्किट्री हो सकते हैं तो यह पावर ऑन रीसेट सर्किटरी है यह तब है जब यह बटन रखा गया है तो यह मैनुअल रीसेट है इसलिए यदि आप इसे मैन्युअल रूप से रीसेट करते हैं तो यह कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज मिलेगा और यहां 1 पल्स आएगा तो वह रीसेट सिग्नल के रूप में दे रहा होगा या जब इसे चालू किया जाएगा तब भी कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है और तदनुसार हम इस पिन को पावर ऑन करते हैं 8051 में कुछ रजिस्टर वैल्यू 0 हो जाएगी जब हम प्रोग्राम काउंटर वैल्यू को 0 पर रीसेट करते हैं एक्स्यूमुलेटर रजिस्टर 0 हो जाता है बी रजिस्टर 0 हो जाएगा तो ये सभी रजिस्टर 0 हो जाएंगे यहां तक कि पीएसडब्ल्यू भी 0 हो जाएगा स्टैक पॉइंटर 7 है और ये DPTR रजिस्टर सभी 0 हो जाएंगे और पूरी रैम सामग्री साफ हो जाएगी 8051 के रजिस्टर फाइल में जाने के बाद हम इस रजिस्टर पर गौर करेंगे लेकिन उनकी सामग्री इस तरह से होगी जब रीसेट किया जाएगा और दिलचस्प बात यह है कि रैम जो कि 8051 में 128 बाइट रैम है को भी साफ किया जाएगा तो यह सुनिश्चित करेगा कि स्क्रैच पैड साफ हो जाए रैम मूल रूप से प्रोसेसर का एक हिस्सा है जिसे अब हम सामान्य प्रणाली की तुलना में कह सकते हैं जहां पर राम की सामग्री अनुमानित नहीं है इसमें कोई भी कचरा हो सकता है लेकिन यहां प्रोसेसर द्वारा रैम सामग्री को साफ किया जाता है हां यह सब 0 है फिर यह EA बार पिन बाहरी पहुंच के लिए है तो 8031 और 32 के लिए कोई एक चिप रोम नहीं है तो उन चिप्स के लिए हमारे पास यह ईए बार पिन 0 से जुड़ा हो सकता है क्योंकि कोई रॉम चिप मौजूद नहीं है तो चिप को बाहरी मेमोरी से कनेक्ट करना होगा तो उन मामलों में यह इंगित करने के लिए ground से जुड़ा हुआ है कि कोड बाहरी रूप से संग्रहीत है यह PSEN बार और ALE वे बाहरी हैं तो उनका उपयोग बाहरी रॉम एक्सेस के लिए किया जाता है PSEN बार ROM की रीड बार लाइन से जुड़ा होगा और ALE लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस को डी मल्टीप्लेक्स करने के लिए है 8051 के लिए ईए बार पिन Vcc से जुड़ा हुआ है क्योंकि 8051 को आंतरिक रोम मिला है 8051 के अंदर का प्रोग्राम आंतरिक रॉम से शुरू किया जाएगा इस तरह से यह EA बार पिन उच्च होना चाहिए यह बाहरी मेमोरी को तुरंत एक्सेस करने के लिए नहीं जाता है और यह PSEN बार प्रोग्राम स्टोर सक्षम है इसलिए इस बार हमने पहले ही कहा है यह इस OE बार से जुड़ा है तो OE बार आउटपुट इनेबल बार है जो रीड बार पिन के समान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो रोम के मामले में यह बताने के बजाय कि यह एक रीड बार है हमने सामान्य रूप से इसे आउटपुट इनेबल या OE बार द्वारा पहचाना ALE पता लैच सक्षम है तो 8085 की तरह यह एक आउटपुट पिन और सक्रिय उच्च पिन है यह पता और डेटा दोनों प्रदान करता है और ALE का उपयोग एड्रेस बस को डी मल्टीप्लेक्स करने के लिए किया जाता है ठीक उसी तरह जिस तरह हमने 8085 के लिए किया था तो आमतौर पर 74373 की तरह एक लैच का उपयोग किया जा सकता है और इस 74373 में एक G पिन मिला है जो वास्तव में आप कह सकते हैं कि लैच पिन है तो इस ALE को G से जोड़ा जा सकता है इसलिए जब यह G अधिक होता है तो जो कुछ भी इनपुट में होता है वह मान 74373 लैच पर होता है तो यह बाह्य मेमोरी के लिए बहुसंकेतन है तो यह A0 से A15 पता और D0 से D7 है इसलिए यह गैर बहुसंकेतित पहुंच है तो कुल 24 बिट इसलिए जब मल्टीप्लेक्स ने इस AD0 से AD7 तक पहुंच बनाई A0 से A7 और D0 से D7 को मल्टीप्लेक्स किया गया है तो पहले भाग में आप निचले क्रम के पते के लिए बाइट प्रदान करते हैं और दूसरे भाग में हमें डेटा भाग मिलता है तो इस तरह से पिंस की संख्या 24 से घटकर 16 हो जाती है पोर्ट 2 को उच्च क्रम का पता बिट्स मिला है A0 से A15 पोर्ट 0 डेटा बस कनेक्ट हो जाएगा तो डेटा बस D0 से D7 से जुड़ी है और पता बस लाइन A0 से A7 को D0 से D7 के साथ गुणा किया गया है उसके लिए यह 373 और इस ALE सिग्नल से जुड़ा है इसलिए यह 373 के G पिन से जुड़ा है प्रारंभ में जब 8051 पता बस पर पता डालता है उच्च ऑर्डर एड्रेस बस में उच्च ऑर्डर बिट्स होते हैं निचले ऑर्डर एड्रेस बस में बिट्स A0 से A7 होते हैं जब ALE सिग्नल दिया जाता है तो मान इस 373 लैच पर हो जाता है और उसके बाद इस ROM पर PSEN बार लाइन ROM के y बार लाइन से जुड़ा होता है तो परिणामस्वरूप ROM डेटा को बस में डाल देगा और वे फिर से 8051 के पोर्ट 0 पर आ जाएंगे जो 8051 के डेटा बस के रूप में कार्य कर रहा है 8051 के लिए बाहरी डेटा बस तो इस तरह से 8085 की तरह यहाँ भी हमें पता और डेटा बस का बहुसंकेतन मिला है और इसे लैच के माध्यम से जोड़ा जा सकता है